तो थ्रेड्स क्या होते हैं थ्रेड्स को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझना होगा यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा की पैरेलल ओपनएमपी प्रोग्राम कैसे काम करते हैं शेयर्ड मेमोरी प्रोग्राम कैसे काम करते हैं जब तुम एक कोड रन करते हो वहां कुछ मेमोरी होती है जिसे यह एक्सेस कर सकता है वह मेमोरी क्या है तो एक प्रोग्राम की मेमोरी बहुत सारे रीजंस में बंटी होती है ये रिजंस क्या है उनमें से एक टेक्स्ट रिजन है यह वास्तव में वह जगह है जहां तुम्हारा सारा कोड रहता है उसके बाद वहां डाटा सेगमेंट होता हैऔर यह वास्तव में तुम्हारे इनिस्लाइजड डाटा को रखता है इनिस्लाइजड डाटा क्या होता है यह ग्लोबल वेरिएबल है जिसे तुमने डिफाइन और इनिस्लाइजड किया होगा इसलिए अगर तुम कुछ वेरीएबल int i को ग्लोबली डिक्लेअर करते होऔर इसे 4 से इनिस्लाइजड करते हो तब यह वास्तव में डाटा सेगमेंट में रहेगायह वहां रखा जाएगा यहां मुख्य बात यह है की वैल्यू 4 जिसे तुमने कोड में स्पेसिफाई किया था कहीं ना कहीं स्टोर होगी इसलिए यह डाटा सेगमेंट में स्टोर होती है उसके बाद तुम्हारे पास BSS सेगमेंट होता है यह आवश्यक रूप से बेस स्टोरेज सेगमेंट है और यहां पर तुम्हारा ग्लोबल अंइनिस्लाइजड डाटा होता है इसलिए अगर तुम कोई वेरिएबल 'int j' को डिक्लेअर करते हो और उसे इंनिसलाईज् नहीं करते हो यहां पर हम ग्लोबल वैरियेबल्स की बात कर रहें हैं वे फाइल स्कोप वैरियेबल्स हो सकते हैं अथवा स्टैटिक वैरियेबल्स हो सकते हैं यह सब ग्लोबल डाटा BSS बेसिक स्टोरेज सेगमेंट में रखा जाता है और उसके बाद बची हुई मेमोरी को दो मुख्य डाटा स्ट्रक्चर्स में बांटा जाता है एक है स्टेक तथा दूसरी है हीप तो हम पहले हीप समझते हैं हीप आवश्यक रूप से सारे डायनॉमिकली एलोकेटेड डाटा को स्टोर करती है इसलिए जब भी तुम मेलॉक अथवा केलॉक अथवा ऐसी कॉल्स जो कि डायनॉमिकली डाटा को एलोकेट करती हैं का इस्तेमाल करते हो यह सारा डाटा आवश्यक रूप से हीप से आता है जैसे ही तुम और अधिक डाटा को एलोकेट करते हो हीप बढ़ता जाता हैऔर जब तुम डाटा को फ्री कर देते हो वह स्पेस हीप को वापस कर दिया जाता है स्टेक क्या है मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन में कुछ इंस्ट्रक्शंस है और उसके बाद मान लो यह एक फंक्शन g को कॉल करता है और वह इस फंक्शन g को पैरामीटर x के साथ कॉल करता है x को इसने यहां पहले से ही डिक्लेअर किया हुआ है मान लो int x और फिर वहां कुछ कोड है तो यह कोड कहां रखा हुआ है यह कोड टेक्स्ट सेगमेंट में रखा हुआ है सिस्टम क्या करता है सिस्टम एक प्रोग्राम काउंटर मेंटेन करता है इसलिए यह सब आवश्यक रूप से टेक्स्ट सेगमेंट में ही रहते हैं यह करंट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है उसके लिए एक प्वाइंटर मेंटेन करता हैऔर जैसे ही यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है यह प्वाइंटर को शिफ्ट करता रहता है अब क्या होता है जब भी है फंक्शन g पे आता है यह कोड सिक्वेंस मे एग्जीक्यूट कर रहा था और अब अचानक इसको कहीं और जाना पड़ेगा इसको अब कहीं और जाना है इसको इस कोड पर जाना है ये इंस्ट्रक्शनस main के अंदर है और शायद कोड फिर फंक्शन g के लिए है इसलिए इसको इस लोकेशन से उस लोकेशन पर कूदना है यह सब कुछ ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके होता है इसलिए यह प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज करता है और उस लोकेशन की वैल्यू लेता है जहां से की फंक्शन g शुरू होता है विद्यार्थी तो क्या इस प्रोग्राम काउंटर की जंपिंग में समय लगता है इसमें बहुत ही कम समय लगता है हां इसमें समय लगता है लेकिन बहुत ही थोड़ा समय लगता है विद्यार्थी अगर हमारे पास फंक्शन कॉल्स हैं तो क्या हमें उन्हें अलग से डिफाइन करना चाहिए या फिर उस कोड से सब्सीट्यूट करना चाहिए जहां पर वह कॉल हो रहे हैंअच्छी परफॉर्मेंस performance के लिए हां यह कोड मेंटेनेंस तथा परफॉर्मेंस के बीच का एक संतुलन है आमतौर पर आपको बहुत बड़े फंक्शंस नहीं रखने चाहिए उन्हें मेंटेन करना बहुत कठिन हो जाता है आपके पास छोटे फंक्शन ही होने चाहिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कब आपको फंक्शन कॉल करने की जरूरत है और कब नहीं कुछ चीजें जैसे इनलाइन फंक्शन तथा मैक्रोस होते हैं जिन्हें तुम डिफाइन कर सकते हो इनलाइन फंक्शन मूल रूप से उसी जगह पर सब्सीट्यूट कर सकते हो तथा मैक्रोस को भी सब्सीट्यूट किया जा सकता है इसलिए वे इंस्ट्रक्शंस की ब्रांचिंग नहीं करते हैं यह प्रोडक्टिविटी तथा परफॉर्मेंस के बीच में संतुलन करता है तुम्हारे सारे कोड को एक ही फंक्शन में रखना तथा उसे मेंटेन करना एक डरावना सपना जैसे है ऐसा करने से तुम्हारे कोड में बहुत सारी बगस गलतियां हो सकती हैं विद्यार्थी क्या छोटी सी परफॉर्मेंस का संतुलन भी इतना महत्वपूर्ण है जिसक तुम्हें ध्यान रखना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी परफॉर्मेंस चाहते हो तुम किस तरह का कोड चाह रहे हो तुम्हें याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसा था तो तुम्हारे पास है 'for i 0 i n i ' 'for j 0 j n j ' 'for k 0 k n k ' मैं बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक सादा सा केस ले रहा हूं अगर यहां पर मेरे पास फंक्शंस कॉल्स है तो मैं केयर नहीं करूंगा मैं उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करूंगा अगर मेरे पास यहां फंक्शन कॉल्स है मैं केयर नहीं करूंगा अगर मेरे पास यहां फंक्शन कॉल्स है तो मैं थोड़ा सा ध्यान रख सकता हूं लेकिन पूरा नहीं लेकिन मैं निश्चित रूप से यहां पर फंक्शन कॉल्स से बचूंगा यह वह कोड है जो अधिकतम समय एग्जीक्यूट हो रहा है वह भी सबसे अंदर वाले लूप में ठीक है यह n समय एग्जीक्यूट होता है यह सिर्फ n समय एग्जीक्यूट होता है इसलिए सीधा सा लॉजिक यह है कि मैं इस कोड को जितना हो सके उतना एफिशिएंट बनाने की कोशिश करूंगा और इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा इसलिए वास्तव में आप क्या करते हो आप प्रोफाइलर का उपयोग करते हो और यह पता लगाने की कोशिश करते हो कि बोटलनेक्स कहां है और हम सिर्फ कोड के उस भाग पर ध्यान देते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेता हैऔर यह वास्तव में कोड का एक छोटा सा भाग होता है जो कि सबसे अंदर वाले लूप में है और तुम उसको जितना हो सके उतना एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हो और बाकी कोड के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होते यह वास्तव में होता है अब हम वापस आते हैं हम main फंक्शन की बात कर रहे थे कि यह एग्जीक्यूट होता है और तब यह एक फंक्शन g को कॉल करता है और अब मुझे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बदलनी है प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो कि मूल रूप से करंट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है उसका ट्रैक रखता है तो अब मैं क्या करूंगा मुझे अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बदलनी हैमैं यहां कुछ वैल्यू रख रहा हूं मान लो यह लोकेशन नंबर 100 है और यह लोकेशन नंबर 120 है इसलिए इस समय प्रोग्राम काउंटर में लोकेशन नंबर 100 है और मैं अब इसे लोकेशन 120 से बदलने जा रहा हूं तो अब क्या होता है मैं इस फंक्शन g को एग्जीक्यूट करता हूं मैं सारे इंस्ट्रक्शनस एग्जीक्यूट करता हूं और जैसे ही मैं यह सब कर लेता हूंक्या होता है मुझे वापस 101 पर जाना होता है लेकिन मैं प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को बदल चुका हूं मैं वह वैल्यू को खो चुका हूं तो सबसे मुख्य बात किया है की जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा मैं रिटर्न एड्रेस की वैल्यू को स्टोर करके रखूंगा जो कि मूल रूप से स्टेक में जाती है इसलिए जब भी एक फंक्शन कॉल होगा स्टेक में एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा इस फ्रेम में मैं क्या स्टोर करता हूं सबसे पहली चीज इस फ्रेम में मैं रिटर्न एड्रेस स्टोर करता हूं इस केस में मैं वैल्यू 101 को यहां पर स्टोर करूंगा ठीक है और तब मैं प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को बदलूंगा और उसके बाद मैं वहां से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना शुरू करूंगा मान लो कि फंक्शन g में एक वेरिएबल int y है यह y कहीं मेमोरी में होगा और जब तक कि मैं फंक्शन g के अंदर नहीं जाता तब तक यह वह वेरिएबल y एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए मुझे इसके लिए किसी मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता नहीं है इसकी जरूरत तभी है जब मैं फंक्शन g के अंदर आता हूं सब इस वेरिएबल y के लिए जगह बनाने की आवश्यकता है और मुझे पता है कि यह फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कब पूरा करने जा रहा है मुझे इस वेरिएबल की अब अधिक आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इस वेरिएबल को बाहर फेंक दूंगा तो जब से मैंने स्टेक का यह फ्रेम बनाया है इस फ्रेम की क्या लाइफ है इस फ्रेम की लाइफ तब तक है जब तक कि फंक्शन g एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे ही फंक्शन g अपना काम खत्म कर लेगा मुझे रिटर्न एड्रेस की आवश्यकता आगे नहीं है मैं इस फ्रेम को फेंकने जा रहा हूं इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं मैं स्टेक में लोकल पैरामीटर्स स्टोर करने जा रहा हूं तो जब भी मैं एक फंक्शन इन्वोक करता हूं जो भी वेरिएबलस उस फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वे सभी वेरिएबलस पार्टिकुलर स्टेक फ्रेम में स्टेक पर एलोकेट हो जाते हैं मुझे उनके लिए ग्लोबल स्पेस क्यों नहीं मिलता मैं फंक्शन g के लिए स्पेस क्रिएट कर सकता था मैं फंक्शन main के लिए स्पेस क्रिएट कर सकता था मैं y को तथा x को यहां स्टोर कर सकता था और इसी तरह और भी मैं यह सब कुछ कर सकता था क्या तुम्हें इस सब में कोई समस्या दिखाई देती है विद्यार्थी तुम ऐसी मेमोरी एलोकेट कर रहे हो जिसकी हर समय आवश्यकता नहीं है मैं उस लोड के साथ ठीक हूं और कोई समस्या तो वैरियेबल्स रजिस्टर्स में स्टोर नहीं होते हैं वैरियेबल्स मेमोरी में स्टोर होते हैं मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है केवल जब उन पर कुछ कंप्यूटेशन करने की आवश्यकता होती है तभी वे रजिस्टर्स में फेच किए जाते हैं कंप्यूटेशन परफॉर्म होता है और उनको वापस मेमोरी में रख दिया जाता है ऐसी जगह पर कैसे आती है कैसे से लेकिन अन्यथा स्पेस मेन मेमोरी मेमोरी में एलोकेट होता है रजिस्टर्स में नहीं इसलिए मैं जितना चाहे उतने वैरियेबल्स डिफाइन कर सकता हूं यह विचार किए बिना की मेरे पास कितने रजिस्टर्स हैं विद्यार्थी हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अलग अलग फंक्शंस में वैरियेबल्स का नाम अलग होना चाहिए एक बार तुमने अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लिया तो नाम का कोई मतलब नहीं है यह बस मेमोरी लोकेशन्स हैं एक बार कंपाइलर कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बना देता है तो यह सिर्फ मेमोरी लोकेशंस को ट्रैक करता है यह इस नाम y को 1002 से बदल देता है जहां जहां जहां यह होगी विद्यार्थी रिकरशन में समस्या होगी इसलिए रिकरशन में क्या होता है कि तुम एक फंक्शन को बार बार कॉल करते हो तुम एक स्पेस g को कैसे एलोकेट कर सकते हो मुझे नहीं मालूम कि g रिकसिवली कितनी बार इन्वोक होगा मुझे यह बिल्कुल नहीं पता और तुम प्रोग्राम लिख सकते थे जहां सेम फंक्शन 1000 बार इन्वोक हुआ मतलब अगर मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक रिकरसिव प्रोग्राम लिखा तथा मैंने 1000 के फैक्टोरियल के लिए कॉल किया यह 1000 बार इन्वोक होगा इसलिए इस केस में अगर हमने इसे स्टेक पर रखा तो हर बार जब भी फंक्शन g इन्वोक होगा एक नया स्टेक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा तो यह g1 के पहले इन्वोकेशन में होगा अन्य g2 के दूसरे इन्वोकेशन पर होगा और इसी तरह आगे भी इसलिए वहां पर फंक्शन के हर इन्वोकेशन के लिए एक नया फंक्शन क्रिएट होगा और मेरे पास वेरिएबल की अलग अलग कॉपी होंगी और स्टैक में इसके अलावा क्या जाएगा इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं मान लो मैंने x की वैल्यू 3 सेट कर दी और उसके बाद मैंने फंक्शन g को इन्वोक किया और मैं फंक्शन g के अंदर x की वैल्यू को 7 सेट कर देता हूं अब जब मैं g से बाहर वापस आता हूं मैं प्रिंट करता हूं मैं प्रिंट का पूरा कमांड नहीं लिखता लेकिन मान लो मैं प्रिंट करता हूं x क्या प्रिंट होने जा रहा है 3 अथवा 7 विद्यार्थी 3 3 इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई फंक्शन इन्वोक होता है उसके पैरामीटर की एक अलग से कॉपी क्रिएट हो जाती है अब यह कॉपी कहां क्रिएट होती है यह स्टैक पर क्रिएट होती है यह लोकल पैरामीटर्स नहीं होनी चाहिए यह लोकल वैरियेबल्स होने चाहिए तो पैरामीटर्स की लाइफ क्या होती है यहां पर जो int x क्रिएट हुआ था वह केवल फंक्शन g की लाइफ तक एग्जिसट करता है जैसे ही फंक्शन g एंड होता है हमें इस स्पेस की आगे आवश्यकता नहीं है तो जब मैं x की वैल्यू यहां पर 7 सेट कर रहा हूं तो यह वास्तव में लोकेशन की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है जो कि यहां स्टैक मैं है उस लोकेशन पर नहीं जो कि एलोकेट हुई थी तो यह इस स्टैक में जाता है इसलिए अगर अब यह फंक्शन g को वैल्यू 7 के साथ फिर से कॉल करता है तब एक और g का स्टेक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और यह दोनों स्टेक फ्रेम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं दोनों ही फंक्शन g के लिए हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं लेकिन अब अगर मैं g को यहां पर फिर से कॉल करता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर रिटर्न एड्रेस स्टोर करूंगा जो कि इसके बाद का अगला इंस्ट्रक्शन है क्योंकि g के दूसरे इन्वोकेशन के बाद वही मुझे लौट के आना चाहिए और तब में' int x" तथा लोकल वैरियेबल्स की दूसरी कॉपी क्रिएट करूंगा और आगे भी करता रहूंगा तो यह सब कुछ स्टेक फ्रेम पर होगा